सभी को सुप्रभात मैं सार्थक सरकार आप सभी को इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स और उसके अनुप्रयोग का कोर्स पढ़ाऊंगा आज हम पहले व्याख्यान से शुरू करेंगे आज के व्याख्यान में मैं आपको इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स के मूल विचार से परिचय करवाऊंगा जिसके बाद उसकी संक्षिप्त परिभाषा और फूरिये ट्रांसफॉर्म्स का परिचय और उसके अनुप्रयोग अतः बिना समय गवाएं हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स से शुरू करते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स क्या होता है तो मुझे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स का परिचय कराने दीजिए इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स को समझने के लिए हमें पहले अवकल ऑपरेटरस को देखना होगा तो अवकल ऑपरेटरस क्या होते हैं या अवकल ऑपरेटरस कहने का क्या मतलब है मैं अवकल ऑपरेटरस को निम्न तरह से निरूपित करता हूं जब हम इस ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं तो यह फंक्शन पर ऑपरेट होता है इसका मतलब यह हुआ यह एक फंक्शन f पर ऑपरेट होता है जो c1 की स्पेस से आता है c1 की स्पेस कहने से मेरा क्या तात्पर्य है सभी अवकल फंक्शनस की स्पेस जो सभी f फंक्शन के सेट पर अवकलनीय हैं मुझे इस फंक्शन और इस फंक्शन के बीच अंतर बताने दीजिए जहां f2 भी इस बार स्पेस C0 फंक्शनस से आता है जिसका मतलब सभी संतत फंक्शनस का स्पेस अवकल ऑपरेटरस की तरह ही मुझे इंटीग्रल ऑपरेटरस का भी परिचय देने दीजिए जब मैं कहता हूं इंटीग्रल ऑपरेटरस तो इसका अर्थ निम्नलिखित फंक्शन है हम इसे किसी दूसरे संकेत चिन्ह से निरूपित करते हैं मान लीजिए क्योंकि यह एक इंटीग्रल ऑपरेटर है यह किसी सीमा a से दूसरी सीमा b तक x तथा K के रूपांतरित चर के फंक्शन का dx गुना का समाकलन होगा अतः फंक्शन K को हम कर्नल कहते हैं ट्रांसफार्म का कर्नल और यह कर्नल इंटीग्रल ट्रांसफार्म कि प्रत्येक परिभाषा के लिए भिन्न होगा फूरिये ट्रांसफार्म से शुरू होते हुए बाद में लाप्लास ट्रांसफार्म और कई दूसरे ट्रांसफॉर्म्स जिन का परिचय मैं दूंगा अतः यह कर्नल फंक्शन है जो प्रत्येक इंटीग्रल ऑपरेटरस में परिवर्तनशील है आगे बढ़ने से पहले मुझे इंटीग्रल ऑपरेटरस के कुछ और प्रगुणों को बताने दीजिए अतः इन इंटीग्रल ऑपरेटरस के कुछ मूल प्रगुण निम्न है 1 रैखिकता सबसे मूल प्रगुण यह है की यह ऑपरेटर एक रैखिक ऑपरेटर है तो यह ऑपरेटर रैखिक है से मेरा क्या तात्पर्य है मान लीजिए मेरे पास यह ऑपरेटर दो फंक्शनस के रैखिक संयोजन पर काम करता है जहां 𝞪 और 𝜷 दो अदिश राशियों है और मेरे दो फंक्शनस स्पेस C1 से आते हैं अतः C0 सभी कंटिन्यूस फंक्शनस का सेट है तो यह एक इंटीग्रल की तरह परिभाषित है जो a से b तक 𝞪 f प्लस 𝜷 g गुना कर्नल फंक्शन x K dx है फिर निश्चित रूप से हम इस फंक्शन को निम्न रूप से लिख सकते हैं हमने क्या निष्कर्ष निकाला हमने यह पता किया की फंक्शनस के रैखिक संयोजन का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म् उनके रैखिक जोड़ का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म् होता है 2 प्रतिलोम अगला प्रगुण यह है की इस ऑपरेटर का प्रतिलोम होता है अतः मैं अपने प्रतिलोम ऑपरेटर को निम्न रूप से निरूपित करता हूं I−1F f k के F का I प्रतिलोम मूल फंक्शन की तरह परिभाषित है यदि और केवल यदि मेरे पास I का f का x फंक्शन F का k निम्न प्रकार हो If F तो हमारे पास यह प्रतिलोम की एक औपचारिक परिभाषा है प्रत्येक इंटीग्रल ऑपरेटर के लिए प्रतिलोम होना आवश्यक है 3 अद्वितीयता तीसरा महत्वपूर्ण प्रगुण इन ऑपरेटरस के लिए अद्वितीयता है जब मैं अद्वितीयता के बारे में बात करता हूं तो मैं यह कहता हूं कि If Ig इसका तात्पर्य यह है की फंक्शन f अभिन्न रूप से g के बराबर है उपयुक्त स्थितियों मे जैसे जैसे हम एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर जाएंगे हम इन उपयुक्त शर्तों को देखेंगे अतः यह कुछ मूल प्रगुण है जो इन ऑपरेटर्स के होने चाहिए और तब निश्चित ही जब हम विशिष्ट स्थितियां करेंगेहम फूरिये से लाप्लास तक इन ट्रांसफॉर्मस के कुछ और प्रगुण देखेंगे और समय के साथ हम इनके कुछ और प्रगुण भी पढ़ेंगे मुझे आपको इन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा प्रोत्साहन देने दीजिए इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स पिछले ढाई सौ सालों से है और पहली बार इन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स का जिन्होंने परिचय दिया वे प्रसिद्ध गणितज्ञ लाप्लास और फूरिये है अतः लाप्लास ने पहली बार सन् 1780 ट्रांसफार्म का परिचय अपनी किताब में दिया और यदि आप लोग इस पुस्तक को ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो पुस्तक का नाम ला थ्योरी अनलिटिक है यह एक फ्रेंच पुस्तक है लाप्लास ट्रांसफार्म का परिचय पहली बार इस पुस्तक में हुआ था दूसरे प्रसिद्ध ट्रांसफार्म का परिचय फूरिये ने दिया इन्होंने अपने प्रसिद्ध फूरिये ट्रांसफॉर्म का परिचय सन् 1822 में अपने पहले पत्र ला थ्योरी अनलिटिक डी ला चालूर में दिया ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स के कुछ पुरातन उल्लेख हैं निश्चित रूप से आप जानते हैंजब हम इन ट्रांसफॉमर्स को देखते हैं जबकि इन ट्रांसफॉमर्सको हम बहुत ही सरल तरीके से परिभाषित कर सकते हैं लेकिन फिर भी इन ट्रांसफॉमर्स की कुछ स्पष्ट परिसीमाएं थी या कुछ कमियां थी जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है ऐसे अनेकानेक शोधकर्ता ने इन में से कुछ कमियों का उल्लेख किया है फूरिये ट्रांसफॉर्म की परिसीमाएं मुझे यहां फूरिये ट्रांसफॉर्म की ओर ध्यान उल्लेखित करने दीजिए सरल रूप से लिखने के लिए मैं फूरिये ट्रांसफॉर्म को FT से निरूपित करूंगा अब से मैं फूरिये ट्रांसफॉर्म को आशुलिपि में FT लिखूंगा अतः कुछ परिसीमाएं यह थी कि वे समाधान नहीं कर पा रहा था वे असांतत्य या बहु पैमाने फंक्शंस का समाधान नहीं कर पा रहा था अतः इन परिसीमाओं से मैं क्या कहना चाहता हूं यह दिखाने के लिए आगे के व्याख्यानो में मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाऊंगा दूसरी परिसीमा जिसे देखा गया वह यह है की यह अस्थायी या अरैखिक फंक्शंस पर लागू नहीं होता या मैं यह कहूं कि कम लागू होता है अतः अरैखिक फंक्शंस का फूरिये ट्रांसफॉर्म काफी अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है जो कि हम आगे के उदाहरणों में देखेंगे अरैखिक फंक्शन पर भी हम कुछ उदाहरण देखेंगे तीसरी परिसीमा यह थी की यह लोकल टेम्पोरल या स्पटिअल स्केल्स का समाधान करने में समर्थ नहीं था इससे मेरा क्या तात्पर्य है तो यहां यह दिखाया गया है की जहां इस तरह का स्थानिक है वहां फूरिये ट्रांसफार्म स्पेस में बिंदु पता लगाने में समर्थ था यह समाधान कर सकता है वह यह बता सकता है कि असांतत्यता कहां है लेकिन यह स्पेस में बिंदु को सटीकता के साथ पिनपॉइंट नहीं कर पाया या समय के किस बिंदु पर यह सटीक है यह नहीं बता पाया मैं फिर से कुछ उदाहरणों की सहायता से यह दिखाऊंगा कि इस समस्या से मेरा क्या तात्पर्य है तो फिर निश्चित रूप से जिस क्षण आपके सामने परिसीमाये आती हैं आप उन बेहतर तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जिससे कि आप अपने फंक्शंस या दूसरे ट्रांसफॉर्म्स के साथ घटनाओं का शुद्धता से वर्णन कर सकते हैं तब फूरिये ट्रांसफार्म का एक विकल्प प्रस्तावित किया गया था जिसे गैबोर ट्रांसफार्मस भी कहते हैं संक्षिप्त रूप से मैं यह बताना चाहता हूं की यह गैबोर ट्रांसफार्म क्या हैं मैं गैबोर ट्रांसफार्म को G से निरूपित करूंगा अतः फंक्शन f का गैबोर ट्रांसफार्म इंटीग्रल ∞ से ∞ 𝝉 का f t माइनस 𝝉 का g e घात ω 𝝉 d𝝉 से परिभाषित है मैं इसे अपना अरगुमेंट कहता हूं अतःयह मेरा फंक्शन है जिसका ट्रांसफार्म मैं ज्ञात कर रहा हूं इस फंक्शन को विंडो फंक्शन भी कहते हैं गैबोर ट्रांसफार्म का विंडो फंक्शन मैं इसे g का g कहता हूं जहां g मेरा विंडो फंक्शन है यह आसानी से देखा जा सकता है कि यदि g 1 है तो मेरा गैबोर ट्रांसफार्म अभिन्न रूप से फूरिये ट्रांसफार्म के बराबर है तो इस तरह से गैबोर ट्रांसफार्म का परिचय सन् 1971 में प्रसिद्ध गणितज्ञ के द्वारा अपने नोबेल पुरस्कार विजेता कार्य में दिया गया निश्चित रूप से उसका नाम डेनिस गैबोर है यह एक समाधान था जो फूरिये ट्रांसफार्म की परिसीमाओं को कम करने के लिए लाया गया था तो चलिए हम फूरिये ट्रांसफार्म की विस्तृत जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं तो विशेष रूप से मैं ट्रांसफार्म का परिचय दूंगा और उसकी परिभाषा बताऊंगा मैं यहां फूरिये ट्रांसफार्म के कुछ उदाहरणों और उसके उपयोग के बारे में बात करूंगा g इससे पहले कि मैं आगे बढूँ मुझे यह समझाने दीजिए की निश्चित रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के लगभग प्रत्येक पहलू में फूरिये ट्रांसफार्म बहुत महत्वपूर्ण है रैखिक परिसीमा मान समस्याओं से शुरू करते हुए मैं इन सभी समस्याओं का परिचय बाद में दूंगा मैं रैखिक परिसीमा मान समस्याओं को आशुलिपि में BVP से निरूपित करूंगा यह प्रारंभिक मान समस्याओं को हल करने के लिए बहुत उपयोगी है तथा आशुलिपि में मैं इसे IVP से निरूपित करूंगा और जैसा कि आप देख सकते हैं यह समस्याएं सभी जगह उत्पन्न होती है अनुप्रयुक्त गणित से गणितीय भौतिकी इंजीनियरिंग साइंस और आगे भी सभी जगह फूरिये ट्रांसफॉर्म है परिभाषा शुरू करने से पहले मुझे आपको डिरचलेट प्रतिबंध का परिचय देना होगा तो डिरचलेट प्रतिबंध से मेरा क्या तात्पर्य है मैं इसे आशुलिपि में DC से निरूपित करूंगा यदि मेरे पास एक फंक्शन f है और f हमारे डिरचलेट प्रतिबंध को अंतराल aa में संतुष्ट करता है यदि मेरे पास निम्न है 1 f की इस अंतराल में परिमित असांतत्यताओं की संख्या परिमित है 2 दूसरी शर्त जो संतुष्ट होनी चाहिए वह यह है कि f के उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ की संख्या परिमित होनी चाहिए जब हम उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ की परिमित संख्या या असांतत्यताओं की परिमित संख्या की बात करते हैं तो f डिरचलेट प्रतिबंध को संतुष्ट करता है अब मैं आप को फूरिये श्रेणी का परिचय दूंगा इसका परिचय मैं आप को आने वाले अगले मॉड्यूल में दूंगा इस मॉड्यूल में मैं अब फूरिये श्रेणी की परिभाषा और फूरिये ट्रांसफार्म की परिभाषा से शुरू करूंगा फूरिये श्रेणी के लिए मान लीजिए f हमारा फंक्शन है जो डिरचलेट प्रतिबंध को अंतराल aa में संतुष्ट करता है तो हम f को निम्न तरीके से लिख सकते हैं ∞ जहां kn का मान तो निश्चित रूप से हम इन a n गुणांकों का मान हमारी लम्बकोणीयता की शर्त से ज्ञात कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि यह हमारे फंक्शन f की फूरिये श्रेणी है और मैं इनको फूरिये गुणांक कहता हूं अतः a n s मेरे फूरिये गुणांक है और f मेरी फूरिये श्रेणी है मैं इस श्रेणी को 1 या i से निरूपित करता हूं आप देख सकते हैं कि मेरी फूरिये श्रेणी a a मे ही लागू होती है मान लीजिए कि मैं फूरिये श्रेणी की धारणा का उपयोग करना चाहता हूं तो मेरे पास यह तथ्य होना चाहिए कि मेरा फंक्शन f अंतराल के बाहर भी आवर्ती है अतः फूरिये श्रेणी मे सामान्य रूप से या अनिवार्य रूप से जैसे भी स्थिति हो फंक्शन f आवर्ती हो ऐसी स्थिति में जहां फंक्शन आवर्ती ना हो मान लीजिए fअंतराल ∞∞ में परिभाषित है अर्थात हमारी पिछली स्थिति में हम a को ∞ मान रहे हैं यहाँ मुझे एक और चर डेल्टा k 𝜹k को परिभाषित करने दीजिए जहां डेल्टा k 𝜹k निम्न है मेरे पास f है आप थोड़ा सा पीछे जा कर a का व्यंजक देखिए हम अंतराल में a को ∞ मान रहे हैं अतः f निम्न प्रकार से लिखा जाता है अब जब हम सीमा को ∞ लेते हैं तो हमारा संकलन निम्न व्यंजक में परिवर्तित हो जाता है तो मुझे 2 𝛑 को निम्न तरीके से लिखने दीजिए ध्यान से देखिए कि हमारा डेल्टा k 𝜹k अत्यणु अवयव dk में बदल गया है और संकलन की जगह समाकल ने ले ली है और मैंने 12π को भी निम्न तरीके से तोड़ दिया है अतः मैं समाकल के अंदर वाले व्यंजक को फूरिये ट्रांसफार्म निरूपित करता हूं या मैं इसे फूरिये समाकलन सूत्र कहता हूं जिसका उपयोग मैं फूरिये ट्रांसफार्म में करूंगा मैं इस फूरिये समाकल सूत्र को व्यंजक 3 कहता हूं आगे बढ़ने से पहले मैं फूरिये ट्रांसफार्म का मूल्यांकन समझाने के लिए कुछ उदाहरण करना चाहता हूं फूरिये ट्रांसफार्म का मूल्यांकन उन सभी फंक्शन के लिए किया जा सकता है जो खंडशःसंतत हो और सिर्फ खंडशःसंतत ही नहीं लेकिन प्रत्येक परिमित अंतराल में खंडशः संतत अवकलनीय भी हो और दूसरी आवश्यकता यह है कि f परिशुद्ध समाकलनीय हो तो मैं इससे क्या कहना चाहता हूं इससे मैं यह कहना चाहता हूं की f के समाकल का परिशुद्ध मान विद्यमान होना चाहिए और यह मान किसी अंतराल पर परिमित होना चाहिए मान लीजिए हम कहते हैं ∞ से ∞ अतः ∞ से ∞ तक परिशुद्ध समाकलनीय होना चाहिए तो मुझे संक्षिप्त रूप से कहने दीजिए की फूरिये समाकल प्रमेय क्या है मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं की फूरिये समाकल सूत्र क्या है फूरिये समाकल प्रमेय सन् 1822 के पत्र में छपा था जो कहता है कि यदि मेरे पास f है जो डिरचलेट प्रतिबंध को संतुष्ट करता है और ∞ से ∞ तक परिशुद्ध समाकलनीय है तो मेरा फूरिये समाकल सूत्र जो व्यंजक 3 से दिया गया था अभिसरित होता है यह परिमित असांतत्यता के बिंदु पर फंक्शन f x f x− पर अभिसरित होता है मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं की फूरिये समाकल सूत्र क्या है और यह कहता है कि यदि आपके पास परिमित असांतत्यताओं के फंक्शन का सेट है और वह परिशुद्ध समाकलनीय है तो समाकल सूत्र असांतत्यता बिंदु के आस पास इस औसत मान पर अभिसरित होता है